नमस्कार और हमारे मेकेनोबायोलॉजी के परिचय के 8 वें व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए पिछले कुछ व्याख्यानों में मैंने चर्चा की थी कि कैसे ECM नेटवर्क के रियोलॉजी का उनके यांत्रिक गुणों को निर्धारित करने और कोशिकाओं की समग्र प्रतिक्रियाओं के शिपिंग में बहुत बड़ा महत्व है तो कोलेजन नेटवर्क या कई बायोपॉलिमर नेटवर्क के महत्वपूर्ण गुणों में से एक यह पहलू है जिसे स्टीफनिंग स्ट्रेंथ स्टीफनिंग कहा जाता है तो जितना अधिक आप इसे deform करते हैं ख़राब करना उतना ही कठिन है और मैंने तर्क दिया कि यह एक इनबिल्ट संपत्ति है जो यह सुनिश्चित करती है कि ये ऊतक या नेटवर्क बलों के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं क्योंकि और अधिक कठोर हो जाएगा यह बहुत मुश्किल हो रहा है इसे अब और खराब करना ठीक है मैं एक अन्य प्रक्रिया के बारे में चर्चा करूँगा जिसमें गैर रैखिक लोच को एकल प्रोटीन स्तर पर फ़ंक्शन में एम्बेड या शामिल किया जा सकता है आज के साथ मैं सबसे पहले फाइब्रोनेक्टिन नामक इस प्रोटीन पर चर्चा करूंगा तो फाइब्रोनेक्टिन सबसे महत्वपूर्ण ECM प्रोटीन में से एक है यह 2 समान पॉलीपेप्टाइड के डाइमर बनाता है तो इस अणु में उल्लेखनीय RGD का अनुक्रम है जो इंटीग्रिन को संलग्न करने या सेल मैट्रिक्स आसंजन में भाग लेने के लिए दिखाया गया है तो फाइब्रोनेक्टिन को कोलेजन सहित कई ECM प्रोटीन से बांधने के लिए जाना जाता है यह अन्य फाइब्रोनेक्टिन अणुओं और प्रोटीयोग्लीकैंस से भी जुड़ता है इसलिए यह प्रवासन घाव भरने और विभेदन सहित कई कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है तो अगर मैं फाइब्रोनेक्टिन की संरचना लगभग तैयार करता हूं तो आपके पास ये 3 मॉड्यूल हैं और कुछ अतिरिक्त हैं और डाइसल्फ़ाइड बांड वास्तव में इस छोर पर हैं और यहाँ वही बात दोहराई जा रही है इसलिए बहुत से बाध्यकारी यदि मैं विशेष रूप से इस मॉड्यूल FN 3 को देखता हूं तो FN 3 में 15 विशिष्ट डोमेन हैं जो अपने आप से फोल्ड हो जाते हैं तो सवाल यहाँ यह है और इन 15 विशिष्ट डोमेन में से एक डोमेन 10 में RGD बाध्यकारी साइट शामिल है तो यह RGD वास्तव में इस संरचना के भीतर छिपा हुआ है इसे सीधे इंटीग्रिंस द्वारा पहचाना नहीं जा सकता है जिसका अर्थ है कि इस बाध्यकारी साइट को उजागर करने के लिए इसे अनफोल्ड होना होगा तो इसका मतलब यह है कि फाइब्रोनेक्टिन को RGD मोटिफ को उजागर करने के लिए अनफोल्ड होना पड़ता है तो यह अनफोल्ड हो जाता है अब आपने बायोकेमेस्ट्री में अध्ययन किया है कि अनफोल्ड किया जा सकता है जो है आइए हम कहते हैं कि यूरिया या तापमान के आधार पर आप तापमान का उपयोग करके प्रोटीन का खंडन करते हैं लेकिन यह क्या है जो in vivo अनफोल्ड करता है तो यह वास्तव में क्या होता है जो कोशिकाओं द्वारा अलग अलग बलों द्वारा व्यक्त किया जाता है जो विशिष्ट मॉड्यूल को अनफोल्ड करते हैं और ये अनफोल्डिंग क्रिप्टिक बाध्यकारी साइटों को उजागर करता है तो अन्य अणुओं के लिए FN 3 मॉड्यूल के बाध्यकारी अनफोल्डिंग ट्रिगर के माध्यम से क्रिप्टिक बाध्यकारी साइटों का अनावरण होना तो यह अनफोल्डिंग है और यह अनफोल्डिंग कैसे किया जाता है बलों द्वारा कोशिकाओं द्वारा लगाए गए यांत्रिक बल से गुप्त साइटों को उजागर करते हैं तो यह एक संभावना को जन्म देता है तो आपके पास FN 3 मॉड्यूल है जिसमें ये डोमेन 1 2 3 15 तक है और इस में से डोमेन 10 में RGD MOTIF है तो एक ही अणु के लिए कल्पना करें कि आपके पास 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें बलों को लगाने की अलग क्षमता है तो यह बल की मात्रा को लगाने के आधार पर यह संभव है कि एक या एक से अधिक गुप्त साइटें उजागर हों तो बल की भयावहता इस बात को प्रभावित करेगी कि इनमें से कितने बाध्यकारी या गुप्त साइटें सामने आते हैं और चूंकि क्रिप्टिक साइटों के संपर्क में आने से अन्य अणुओं का बंधन खुल जाता है और संकेतन पारगमन का संकेत सिग्नलिंग कैस्केड को सक्रिय करता है इसका मतलब यह होगा कि बल का परिमाण सिग्नलिंग कैस्केड को प्रभावित कर सकता है जो सक्रिय हो जाता है इसलिए यह समझने के प्रयास में कि ये विशिष्ट डोमेन बलों के प्रति संवेदनशील कैसे हैं प्रयोग किए गए थे तापमान विकृतीकरण प्रयोग किए गए थे और यह उदाहरण के लिए पाया गया था कि FN 3 तो FN 3 का आपका तीसरा डोमेन 120 डिग्री सेल्सियस पर लगभग निरूपण करता है इसलिए FN 3 के छठे डोमेन की तुलना में यह निरूपित करता है तो यह विकृतीकरण तापमान है FN 3 का 6 डोमेन 111 डिग्री सेल्सियस के आसपास है इसी तरह FN 3 के दसवें डोमेन में RGD बाइंडिंग साइट्स हैं अनफोल्ड होता है जो 102 डिग्री सेल्सियस पर निरूपित होता है तो आगे और इस तरह से तो सबसे कमजोर डोमेन में सबसे कमजोर FN 3 मॉड्यूल का ग्यारहवां डोमेन है जो 48 डिग्री सेल्सियस पर निरूपित करता है तो यह आपको बताता है कि विकृतीकरण के लिए इन विशिष्ट डोमेन की संवेदनशीलता का एक क्रम है अब यदि एक डोमेन जो उच्च तापमान पर खुलता है तो यह सुझाव देगा कि यह डोमेन इन अन्य डोमेन की तुलना में बहुत अधिक स्थिर है तो यह इंगित करेगा कि डोमेन 3 इन सब के बीच यह एक मजबूत दृढ़ता से मुड़ा हुआ डोमेन है और डोमेन 11 एक कमजोर तह डोमेन है इसलिए इनमें से एक चुनौती निश्चित रूप से है तापमान विकृतीकरण आवश्यक रूप से इस बात का सुराग नहीं देता है कि क्या in vivo स्थितियों में भी यही फोल्ड सही है जब इन अणुओं को बलों के संपर्क में लाया जाता है तो क्या वे समान तरीके से अनफोल्ड होंगे तो यह एक ऐसी तकनीक के लिए कहता है जिसे हम पूरे अणु की अनफोल्डिंग गतिविज्ञान डायनामिक्स dynamics पर नज़र रखने के लिए नियोजित कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि विशिष्ट मुड़े हुए डोमेन की ताकत क्या है तो विभिन्न प्रोटीनों के अनफोल्डिंग गतिविज्ञान डायनामिक्स dynamics का अध्ययन करने के लिए जो तकनीक पूरी तरह से कार्यरत है वह परमाणु बल माइक्रोस्कोपी है इसे संक्षेप में AFM के रूप में जाना जाता है इसलिए मूलतः AFM को एक इमेजिंग टूल के रूप में खोजा गया था इसे एक इमेजिंग टूल के रूप में खोजा गया था हालांकि बाद में इमेजिंग के अलावा यह अन्य तकनीकों में व्यापक उपयोगकर्ता पाया है जिनमें से एक उदाहरण है कोशिकाओं के ऊतकों के यांत्रिक गुणों की जांच आदि और यह प्रोटीन के अनफोल्डिंग के अध्ययन के लिए भी उपयोग किया गया है तो आइए देखें कि AFM वास्तव में क्या है और AFM के पास क्या है और कैसे एक प्रोटीन अनफोल्डिंग का अध्ययन करने के लिए एक AFM का उपयोग होगा इसलिए अगर मुझे AFM को रेखित करना था तो आपके पास क्या है तो ये टिप्स हैं तो इसे AFM कैंटि लीवर कहा जाता है और इसे AFM टिप कहा जाता है तो आपके पास इन युक्तियों के विभिन्न ज्यामिति हो सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप कुछ टिप की छवि बनाना चाहते हैं तो अगर मैं सिर्फ टिप ज्यामितीय को रेखित करता हूं आपके पास टिप हो सकती हैं जो बहुत तेज हैं आप यह कर सकते हैं इसे एक कुंद टिप बताएं आपके पास एक बहुत तेज टिप हो सकती है या आपके पास टिप हो सकती है एक गोलाकार गेंद के गोले के अलावा कुछ नहीं है तो इन टिप ज्यामिति अन्य बातों के अलावा आप के पास टिप ज्यामिति ही है यह अर्ध कोण इन मामलों में अलग है यह तेज टिप इमेजिंग उद्देश्यों के लिए बहुत पसंद किया जाता है साथ ही अनफोल्डिंग उद्देश्य भी रखे इस कुंद टिप का उपयोग इस क्षेत्र में ऊतकों कोशिकाओं और ऊतकों नरम नमूनों के यांत्रिक गुणों को साबित करने के लिए किया जाता है तो सुपर नरम नमूनों के लिए ब्लॉक ब्लंट टिप क्षेत्र की तुलना में पसंद किया जाता है तो ब्रैकट टिप के समग्र ज्यामिति के आधार पर आपके पास जो भी है वह इस टिप की एक प्रभावी कठोरता है तो आपके पास कुछ स्प्रिंग कठोरता स्प्रिंग स्थिरांक है तो यदि आप इस कैंटिलीवर की लंबाई को अलग करके स्प्रिंग स्थिरांक को बदलते हैं यदि आपकी कैंटिलीवर की लंबाई लंबी है तो स्प्रिंग स्थिरांक अधिक है तो लंबे कैंटिलीवरों में उच्च स्प्रिंग स्थिरांक होता है तो प्रोटीन की जांच के लिए या प्रोटीन की अनफोल्डिंग के लिए जो आप चाहते हैं तो k स्प्रिंग स्थिरांक है k को 10 से 20 piconewton प्रति नैनोमीटर का क्रम देना पड़ता है स्प्रिंग स्थिरांक को इस क्रम का होना पड़ता है क्योंकि प्रोटीन डोमेन को अनफोल्ड करने के लिए आवश्यक बल दसियों piconewtons के क्रम के हो सकते हैं अब देखते हैं कि कैंटिलीवर कैसे काम करता है तो आपके पास यह AFM टिप है और ऐसा क्या किया जाता है इसके पीछे यह चमकदार है तो आपके पास एक लेजर है जो इस बिंदु पर केंद्रित है आपके पास एक फोटो डिटेक्टर है और आप एक लेज़र लाइट भेजते हैं जो इस कैंटिलीवर की पीठ पर केंद्रित है और पीछे की ओर परावर्तित होती है और एक फोटोडायोड फोटो डिटेक्टर द्वारा पता लगाया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए मान लें कि टिप इस विशेष सब्सट्रेट की जांच करने की कोशिश कर रहा है जो सिर्फ ग्लास हो सकता है इसलिए जब टिप इस हवा के माध्यम से आगे बढ़ रही है तो हम कहें कि यह हवा है और आपके पास एक सूखी सतह है यह एक सूखी कठोर सतह है उदाहरण जीव विज्ञान के मामले में सिर्फ ग्लास कवर स्लिप इसलिए जब टिप हवा के माध्यम से आगे बढ़ रही है तो टिप ख़राब नहीं होती है क्योंकि यह कुछ भी नहीं छूती है लेकिन जैसे ही यह सतह को छूती है तब टिप ख़राब हो जाती है इसलिए जब यह आता है और सतह को छूता है तो आप टिप की विकृति को देखते है तो और यह विरूपण फोटो डिटेक्टर द्वारा ट्रैक किया जाता है तो फोटो डिटेक्टर में जो भी पता चला है वह वोल्ट में है आपको विक्षेपण के नैनोमीटर में वोल्ट का अनुवाद करने के लिए व्युत्क्रम ऑप्टिकल लीवर संवेदनशीलता नामक कुछ का उपयोग करना होगा तो इलेक्ट्रिक सिस्टम वोल्ट में सब कुछ का पता लगाता है और इसे उपयोग करते हुए आप व्युत्क्रम ऑप्टिकल लीवर संवेदनशीलता नामक कुछ की गणना कर सकते हैं इसे वोल्ट में कहा जाता है इसलिए अनिवार्य रूप से नैनोमीटर के साथ वोल्ट को कैलिब्रेट करने का एक तरीका खोज रहा है जो विक्षेपण को ट्रैक करता है और यह भी एक पीजो है जो टिप की स्थिति को ट्रैक करता है तो आपके पास यह z अक्ष है z piezo इस स्थिति को ट्रैक करेगा z piezo द्वारा ट्रैक किया जाएगा इसलिए अगर मुझे एक पूरा चक्र एक पूरा चक्र खींचना था तो हम कहते हैं कि यह z स्थिति है और यह विक्षेपण है तो आप ऐसा उत्पन्न करते हैं यह एक वक्र है जिसे आप AFM प्रयोग से कच्चे डेटा के रूप में प्राप्त करते हैं तो मुझे कुछ बिंदुओं पर लेबल करने दें बिंदु A पर आप सतह से बहुत दूर हैं बिंदु B पर आप सतह से संपर्क करते हैं तो B से C में आप नमूना या सतह को इंडेंट कर रहे हैं तो नमूना के इंडेंटेशन की सीमा और टिप डिक्टेट्स के विक्षेपण सब्सट्रेट के अनुपालन से निर्धारित होता है और जब आप C बिंदु तक पहुंचते हैं तो यदि आप नमूने के खिलाफ अपनी टिप को पीटते रहते हैं तो अंत में कुछ बिंदु पर टिप टूट जाएगी तो आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो आप अधिकतम विक्षेपण को सीमित करेंगे इसलिए AFM शब्दजाल में इसे सेट बिंदु के रूप में कहा जाता है और यह सेट पॉइंट आप शब्दों में दर्ज करते हैं तो निर्धारित बिंदु कुछ और नहीं बल्कि अधिकतम बल है बल से परे जो टिप सतह से पीछे हटना चाहिए इसलिए पॉइंट C से अगर मुझे यह इंडेंटेशन रेखित करना है तो बिंदु A से B तक आप यहाँ हैं और C से तो यह तो बिंदु C पर एक नमूना है जो आप ऊपर जा रहे हैं C आगे की तरफ CDE होगा A और B नीचे के रास्ते में बिंदु होंगे तो इसे इंडेंटेशन चक्र कहा जाता है तो आपके पास 2 भाग हैं इंडेंट और retract तो आप क्या मापना चाहते हैं इस पर निर्भर करते हुए आइए हम कहते हैं कि आप कोशिकाओं के यांत्रिक गुणों को मापना चाहते हैं फिर आप अपने डेटा के ABC भाग का विश्लेषण करना चाहते हैं ABC यांत्रिक गुणों को बढ़ाने के लिए है तो इसके अलावा करने के लिए तो हम कहते हैं अगर मैं इसके अलावा सभी प्रोटीन अनफोल्डिंग के लिए तो मैं प्रत्यावर्तन डेटा का विश्लेषण करता हूं मैं प्रयोगों के लिए पुन प्रत्यावर्तन डेटा का विश्लेषण करता हूं जहां मैं प्रोटीन अनफोल्डिंग को क्वांटिफाय करने की इच्छा रखता हूं तो यह अब स्पष्ट है इसलिए प्रोटीन अनफोल्डिंग के हमारे मामले में हम कहते हैं कि मेरे पास एक सतह है अगर मुझे यह कहने की अनुमति है कि मैं इसे इस तरह रेखित करूं जैसे मेरे पास एक सतह है और मेरे पास प्रोटीन है जो कुछ बिंदु पर जकड़े हुए है और आपके पास यह टिप यहां है तो आप प्रोटीन अनफोल्डिंग के अध्ययन के लिए चाहते हैं आप विरल सांद्रता में काम करना चाहते हैं यह स्लैश को रोकने के लिए किसी भी एकत्रीकरण को कम करने के लिए है तो आप एकल अणु सीमा पर काम करना चाहते हैं आप एकल अणु सीमा पर काम करना चाहते हैं तो हम अगली कक्षा में जारी रखेंगे यह समझने की कोशिश करने से कि टिप कैसे जानता है कि प्रोटीन कहाँ है यदि मैं क्योंकि अगर मैं एकल अणु सीमा पर काम कर रहा हूं तो मैं बहुत ही कमजोर नमूने के साथ काम कर रहा हूं तो कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोटीन नंबर एक पर स्थित है और फिर एक अनफॉल्डिंग प्रयोग क्या है और मैं एक प्रोटीन के भीतर अलग अलग डोमेन के डायनामिक्स के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूं यह अलग है इसके साथ मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं और हम अगली कक्षा में बने रहेंगे